प्रोजेक्शन्स ऑफ़ सॉलिड्स I हैलो आप सबका हमारे NPTEL ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स में स्वागत है हम मॉड्यूल नंबर 4 लेक्चर नंबर 42 के बारे में चर्चा कर रहे हैं इस लेक्चर में हम मुख्य रूप से प्रोजेक्शन्स ऑफ़ सॉलिड्स बारे में चर्चा करेंगे इन सॉलिड्स को मुख्यतः दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है 1 पॉलीहेड्रॉन और 2 सोलिड्स ऑफ़ रिवोल्यूशन पॉलीहेडरा में अलग अलग तरह की वैरायटी हमारे पास हैं जैसे कि टेट्राहेड्रॉन क्युब और ऑक्टाहेड्रॉन इत्यादि यदि हम टेट्राहेड्रॉन ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो यहां पर चार बराबर साइज के इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फेसेज हैं तो यह पहला फेस यहां यह दूसरा फेस है और यह तीसरा और यह चौथा फेस है तो इस तरीके से यहां टेट्राहेड्रॉन में चार फेसेज हैं इसी तरह से यदि यह एक क्यूब या हेक्साहेड्रॉन है तो इसमें छः फेसेज़ होंगे यदि यह क्यूब है तो परिभाषा के अनुसार सारे फेसेज़ बराबर होंगे इसी तरह से ऑक्टाहेड्रॉन में आठ इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फेसेज होंगें तो कितनी साइड है उसी के अनुसार इनका नामकरण किया जाता है तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि इस तरह के ऑब्जेक्ट जो कि 3D में हैं को किस तरह से ड्रा करें उनके टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को कैसे ड्रा करें इत्यादि यह ध्यान में रखते हुए कि यह कितना इंक्लिनेशन एंगल HP और VP के साथ बनाते हैं इसका एपेक्स हॉरिजॉन्टल प्लेन पर स्थित है या वर्टीकल प्लेन पर क्या यह झुका हुआ है इसी तरह से डॉडेकाहेड्रॉन आईकोसाहेड्रॉन और भी बहुत तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं ये पॉलीहेड्रा की कमांडर कैटेगरी है इसी तरह से दूसरी कैटेगरी को सॉलिड्स ऑफ़ रिवोल्यूशन कहते हैं तो आप एक कर्व लेते हैं और उसे एक अक्ष के सापेक्ष घुमाते हैं तब हमें ये 3D ऑब्जेक्ट मिलते हैं आइए इनको समझते हैं जैसा कि यहां पहले फिगर में दिखाया गया है कि इस ट्राइंगल को वर्टिकल एक्सिस के सापेक्ष घुमाने पर यह एक कोन बनाता है और अगर यह एक इंक्लाइन्ड लाइन है तो इसे इस वर्टिकल एक्सिस के सापेक्ष घुमाने पर हमें कोन की बाहरी सतह मिलती है जैसा कि फिगर 2 में दिखाया गया है कि एक इंक्लाइंड लाइन है जो कि एक वर्टिकल एक्सिस से R1 और R2 की दूरी पर है R2R1 अब यदि इस लाइन को वर्टिकल एक्सिस के सापेक्ष घुमाते हैं तो हमें कॉनिकल फ्रस्टम की बाहरी सतह मिलती है यदि यह एक प्लेन है तो इसे घुमाने पर हमें एक सॉलि़ड ऑब्जेक्ट का कॉनिकल फ्रस्टम मिलेगा इसका मतलब यह हुआ कि यह अंदर से भी मैटेरियल से भरा हुआ है इसी तरह से यदि एक वर्टिकल लाइन को वर्टिकल एक्सिस के सापेक्ष घुमाते हैं तो हमें एक सिलैंडरिकल सरफेस मिलेगी और यदि रैक्टेंगुलर प्लेन को वर्टिकल एक्सिस के सापेक्ष घुमाते है तो हमें एक सॉलि़ड सिलेंडर मिलेगा इसी तरह से यदि हम कर्व को लेते हैं यह सेमिसर्कल भी हो सकता है और थोड़ा एलोंगटेड सेमीसर्कल भी हो सकता है तो इसको घुमाने से हमें एलिपसॉयडल ऑब्जेक्ट मिलते हैं और सामान्यतः हम इन्हें स्फेरॉइड्स कहते हैं जो कि स्फेरिकल ज्योमेट्री से बनते हैं यदि हम इस स्फेरॉइड को x डायरेक्शन में खींचते हैं और y डायरेक्शन में दबाते हैं तो हमें ऑबलेट स्फेरॉइड्स मिलते है और यदि हम इस स्फेरॉइड को y डायरेक्शन में खींचते हैं और x डायरेक्शन में दबाते हैं तो हमे प्रोलेट स्फेरॉइड्स मिलते है और यदि कर्व के एक हिस्से को घुमाते है तो हमें स्फीयर की सतह का एक हिस्सा मिलता है तो इस प्रोजेक्शन ऑफ़ सॉलिड्स में हम मुख्य रूप से कोन फ्रस्टम और सिलेंडर के बारे में सीखेंगे कि वह अलग अलग प्लेंस HP और VP में कैसे दिखते हैं इसी तरह से कुछ ऑब्जेक्ट है जिन्हें प्रिज्म कहा जाता है इस पॉलीहेडरोन में एंड फेसेज़ दो बराबर और समानांतर रेगुलर पॉलीगन है और इनसे जुड़े साइड फेसेज़ या तो रेक्टेंगल्स हैं या फिर पैरालोग्रामस हैं तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम प्रिज्म कहते हैं आइए इसे देखते हैं तो यहां पहले फिगर में जो ऑब्जेक्ट है उसके साइड फेसेज रेक्टेंगल या स्क्वायर से बने हैं और एंड फेसेज़ ट्रायंगल से बने हैं तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को ट्रायंगुलर प्रिज्म कहा जाता है इसी तरह से दूसरे फिगर में जो ऑब्जेक्ट है उसके साइड फेसेज़ रेक्टेंगल या स्क्वायर से बने हैं और एंड फेसेज़ स्क्वायर से बने हैं तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को स्क्वायर प्रिज्म कहा जाता है इस प्रकार से एंड फेसेज यदि रेक्टेंगुलर है तो उसे रेक्टेंगुलर प्रिज्म यदि पेंटागन हैं तो पेंटागोनल प्रिज्म और यदि हेक्ज़ागन हैं तो हेक्ज़ागोनल प्रिज्म कहते हैं तो प्रिज्म के बाद अब पिरामिड को लेते हैं तो एक पिरामिड वह पॉलीहेड्रोन है जिसका बेस प्लेन सर्फेस से बना है और जिसके साइड फेसेज़ ट्रायंगल से बने हैं यह सारे ट्रायंगलस एक पॉइंट पर जाकर मिलते हैं उसे वर्टेक्स या एपेक्स कहते हैं उदाहरण के लिए हम इस ट्रायंगुलर पिरामिड को लेते हैं तो इसमें तीन ट्राएंगल्स से इसके साइड और इसका बेस भी एक ट्रायंगल है इसी तरह से हम अब स्क्वायर पिरामिड को लेते हैं इसमें भी सारे साइड फैसेस ट्रायंगुलर हैं और यह भी जाकर एक ही पॉइंट पर मिलते हैं और इसका बेस 1 स्क्वायर है तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को स्क्वायर पिरामिड कहा जाता है तो इसी तरह से यदि बेस रैक्टेंगल है तो रैक्टेंगुलर पिरामिड यदि पेंटागन है तो पेंटागनल पिरामिड यदि हेक्सागन है तो हेक्सागोनल पिरामिड और यदि ऑक्टागन है तो ऑक्टागोनल पिरामिड कहा जाता है जैसा कि फिगर में दिखा गया है कि यह एक पिरामिड है यदि इसके ऊपर के हिस्से को होरिजेंटली 90 डिग्री पर काटते हैं तो जो बचा हुआ पिरामिड है उसे फ्रस्टम कहते हैं इसी तरह से यह एक राइट सर्कुलर कोन है यदि इसके एपेक्स वाले हिस्से को भी होरिजेंटली 90 डिग्री पर काटते हैं तो जो बचा हुआ हिस्सा है उसे फ्रस्टम ऑफ़ कोन कहते हैं तो जैसा फिगर में दिखाया गया है ट्रंकेटेड पिरामिड इस आकृति के होते हैं जिनका ऊपर का हिस्सा हटा दिया जाता है जो भी लाइन दिखाई नहीं देती है या पीछे की तरफ होती हैं उन्हें डैस्ड लाइन से दिखाया जाता है जैसे कि यदि हम फ्रंट से देखें तो बैक साइड लाइंस हमें दिखाई नहीं देंगी जिन्हें डैस्ड लाइन द्वारा दिखायेंगे तो जब हमें इन सॉलिडस को ड्रॉ करना है तब ये कुछ टिप्स है जिनका हमें अनुसरण करना है विशेष रुप से जब हमें ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना है तब ऑब्जेक्ट में जो हिडन डिटेल है उन्हें नहीं दिखाना है ताकि हमें लग सके कि यह 2D ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि 3D ऑब्जेक्ट है और इन हिडन डिटेल्स को डैस्ड लाइंस से दिखाते हैं उदाहरण के लिए हम एक क्यूब लेते हैं जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि यदि हम फ्रंट व्यू से किसी कोण पर इसे देखते हैं तो इसके पिछले किनारे हमें दिखाई नहीं देते हैं जिन्हे डैस्ड लाइंस से प्रदर्शित करते हैं यदि इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो पीछे के वर्टिकल एज को डैस्ड लाइन से प्रदर्शित करेंगे तो यह है पेंटागनल ऑब्जेक्ट का फ्रस्टम है जिसका एपेक्स साइड वाला नीचे का हिस्सा हटा दिया गया है तो इसका मतलब यह हुआ कि नीचे का पेंटागन ऊपर के पेंटागन की तुलना में छोटा है तो जब इन स्लैंट लाइंस को आगे बढ़ाएंगे तो यह एक पॉइंट पर जाकर मिलती हैं जोकि एपेक्स है और उस एपेक्स वाले हिस्से को हमने हटा दिया है हमारा स्टैंडर्ड कन्वेंशन यह है कि थ्री डाइमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम कैपिटल लेटर्स द्वारा और प्रोजेक्शन को स्मॉल लेटर्स द्वारा प्रदर्शित करेंगे इस फ्रस्टम का टॉप पार्ट बड़ा पेंटागन ABCDE है और बॉटम पार्ट छोटा पेंटागन A1B1C1D1E1 है और ये दोनो स्लेंट लाइन से जुड़े हुए हैं इस फिगर में जो लाइंस पीछे की तरफ हैं वो हमें दिखाई नहीं देती उन्हें डैस्ड लाइन से दिखाया गया है जैसे कि DD1 EE1 A1D1 D1E1 और C1D1 कुछ एजेज आगे की तरफ हैं जो हमें हमेशा दिखाई देंगे और इन एजेज को डार्क कंटीन्यूअस लाइन से प्रदर्शित करते हैं और जो एजेज दिखाई नहीं देते उनको डैस्ड लाइन से प्रदर्शित करते हैं फ्रंट से देखने पर बैक साइड के एजेज दिखाई नहीं देते हैं लेकिन फ्रंट वाले हमेशा दिखाई देंगे यही कारण है कि इन फ्रंट एजेज़ को डार्क कंटीन्यूअस लाइन द्वारा दिखाया गया है और जो नहीं दिखाई देते है उनको डैस्ड लाइन से दिखाया गया है ABCDE टॉप सर्फेस है तो यह टॉप व्यू में हमें दिखाई देगा तो इसे हम कंटीन्यूअस लाइन से प्रदर्शित करते हैं आइए अब एजेज़ को देखते हैं तो टॉप व्यू में हम इन एजेज को स्मॉल लेटर्स यानी कि ab bc cd de और ea लिखते हैं और इनको टॉप व्यू में कंटीन्यूअस लाइन से बनाते हैं उदाहरण के लिए यदि हम इसे टॉप से देखें और मान लीजिए यह लाइन XY है इसके ऊपर VP है और नीचे HP है तो HP में इसका टॉप व्यू एक पेंटागन abcde बनेगा जैसा कि हम इसे टॉप से देख रहे हैं और यह एक सॉलि़ड ऑब्जेक्ट है न कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट तो ये बॉटम पेंटागन A1B1C1D1E1 हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि बॉटम के पेंटागन का एरिया टॉप के पेंटागन के एरिया से कम है यदि टॉप और बॉटम के पेंटागन का एरिया क्रमशः A0 और A1 है तो यहां A0 A1 से बड़ा है तो टॉप व्यू में यह बॉटम वाला पेंटागन टॉप वाले पेंटागन के अंदर बनेगा तो यह बॉटम पेंटागन A1B1C1D1E1 हमें दिखाई नहीं देगा तो इसे डैस्ड लाइन से बनाते हैं तो टॉप व्यू में हम इसे a 1 b 1 c 1 d 1 और e 1 से दर्शाते हैं जब हम एक विजिबल पॉइंट और एक इनविजिबल पॉइंट को जोड़ते हैं तो वह लाइन डैस्ड लाइन बनाई जाती है जैसा कि हम टॉप पेंटागन और बॉटम पेंटागन में केवल टॉप पेंटागन को ही देख सकते हैं इसलिए जो लाइंस इन्हें आपस में जोड़ती हैं वो हमारी दृष्टि से बाहर हैं पॉइंट A को पॉइंट A1 से जोड़ने वाली लाइन इनविजिबल है और यहां पॉइंट A विजिबल है और A1 इनविजिबल है तो इनको जोड़ने वाले लाइन डैस्ड लाइन होगी आइए इसे फिर से देखते हैं यह XY लाइन और यह HP है तो टॉप व्यू में ये लाइंस ED AE AB BC CD विज़िबल होंगी और इसके अंदर ये E1D1 A1E1 A1B1 B1C1 C1D1 इनविजिबल होंगी अब हम A को A1 से जोड़ने वाली लाइन लेते हैं जब हम इसे टॉप से देखते हैं तब यह लाइन aa1 विजिबल नहीं है और इसे डैस्ड लाइन से ड्रॉ करते हैं इसी तरह से bb1 cc1 dd1 और ee1 ड्रॉ करते हैं अब फ्रंट व्यू को लेते हैं जब हम फ्रंट व्यू को देखते हैं तो इन पॉइंट्स a और c को VP पर मैप किया जाता है और इन्हे a और c से लिखते हैं इसी तरह से हम बाकी सारे टॉप और बॉटम पॉइंट्स को मैप करते हैं तो हम देखते हैं कि सारे टॉप पॉइंट्स फ्रंट व्यू में एक ही लाइन पर होते हैं और इन्हे a b c d और e से लिखते हैं और इसी तरह से सारे बॉटम पॉइंट्स भी फ्रंट व्यू में एक ही लाइन पर होते हैं और इन्हे a1 b1 c1 d1 और e1 से लिखते हैं यह बनाने के बाद हमें स्लैंट एज AA1 और CC1 भी दिखाई देते हैं जिन्हे फ्रंट व्यू में aa1 और cc1 से दर्शाया गया है लेकिन हमें फ्रंट व्यू में EE1 नहीं दिखाई देगी जिसे डैस्ड लाइन ee1 से दर्शाया गया है इसी तरह से DD1 नहीं दिखाई देगी उसे भी डैस्ड लाइन से दर्शाया गया है लेकिन BB1 हमें दिखाई देगी तो इसे कंटीन्यूअस लाइन से दर्शाया गया है तो अब देखते हैं कि साइड व्यू कैसा दिखता है तो आइये इसे देखते हैं तो यह AA1 हमें दिखाई देगी और BB1 एवं EE1 भी जैसा कि यह एक पेंटागन है तो यह साइड व्यू थोड़ा असिमेट्रिक होगा तो लेफ्ट साइड से देखने पर लाइन AE हमें बड़ी जबकि AB लाइन थोड़ी छोटी दिखाई देगी जैसा कि साइड व्यू में दिखाया गया है आइए एक प्रश्न लेते हैं की यदि एक सिलेंडर या कोन होरिजेंटल प्लेन पर रखा हुआ है तो उसके प्रोजेक्शंस कैसे बनेंगे तो सबसे पहले इस सिलेंडर को लेते हैं जो कि होरिजेंटल प्लेन पर रखा हुआ है और यह एक सॉलि़ड ऑब्जेक्ट है और यह इसकी एक्सिस है इसको 3D में भी दिखाया गया है तो यह एक सिलिंडर है और जब हम इसे ड्रा करते हैं तो सॉलिड होने की वजह से इसके कुछ पार्ट्स दिखाई नहीं देते हैं उन्हें डैस्ड लाइन से दर्शाते हैं तो जब हम इसे फ्रंट से देखते हैं तो एक रेक्टेंगल बनता है और जब टॉप से देखते हैं तो एक सर्किल बनता है यही हमें प्रोजेक्शन प्लेन पर दिखाया गया है जैसा कि इसका बेस HP पर टिका हुआ है तो इसी वजह से इसका फ्रंट व्यू XY अक्ष पर ही बनता है एक और बात जब भी हम कोई भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं जैसे कि एक सिलिंडर तो हमेशा इसका एक्सिस डैस्ड डॉट लाइन से दर्शाते हैं जैसे कि इसके टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में इसके एक्सिस को दर्शाया गया है जिसके सापेक्ष यह सिमेट्रिक है अब एक कोन को लेते हैं जो कि HP पर रखा हुआ है तो इसके प्रोजेक्शन्स कैसे दिखाई देंगे यह HP है और यह VP है तो जब हम इस कोन का VP पर फ्रंट व्यू ड्रा करते हैं तो यह एक ट्रायंगल बनता है जबकि इस कोन को टॉप से देखने पर यह हमें एक सर्किल जैसा दिखता है जिसे HP पर ड्रा करते हैं यह इसका टॉप व्यू है आइये इस उदाहरण को समझते हैं जिसमे एक प्रिज्म HP पर रखा हुआ है लेकिन इसको इस तरह से घुमाया गया है कि इसकी एक एज अलग अलग कोण बनाये तो इसके प्रोजेक्शन्स यानी कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे दिखेंगे तो सबसे पहले हम वो पोजीशन लेते हैं जिसमें इसका एक रेक्टेंगुलर फेस VP के समानांतर है यदि ऐसा है तो इसके टॉप व्यू में हमें एक ट्राइंगल मिलेगा जो कि HP पर बनेगा और उसकी एक साइड XY लाइन के समानांतर होगी इसके फ्रंट व्यू में हमें एक रेक्टेंगल मिलेगा जो कि VP पर बनेगा और उसका बेस XY लाइन पर ही कोइंसाइड करेगा क्योंकि यह HP पर रखा हुआ है जैसा कि इसको फ्रंट से देखने पर इसकी एज भी दिखाई देती है जिसको इसके फ्रंट व्यू में बीचों बीच दिखाया गया है आइये अब इस रेक्टेंगुलर फेस को घूमते हैं तो अब यह VP के समानांतर नहीं है लेकिन यह एक इंक्लिनेशन एंगल बनता है आइये अब इस रेक्टेंगुलर फेस को घुमाते हैं तो अब यह VP के समानांतर नहीं है लेकिन यह एक इंक्लिनेशन एंगल बनता है लेकिन एक दूसरा फेस bb1cc1 वर्टीकल प्लेन के लंबवत हो जाता है तो इसके टॉप व्यू में bc या b1c1 लाइन VP से 90 डिग्री का कोण बनाती है इसके फ्रंट व्यू में हम इन पॉइंट्स को मैप करते हैं तो देखते हैं कि एज bb1 cc1 से कोइंसाइड हो जाता है और इसके FV में एक्सिस को डैश डॉट लाइन से दर्शाया गया है तो अब आइये तीसरा केस लेते हैं जिसमें रेक्टेंगुलर फेस aa1c1c वर्टीकल प्लेन से फाई इंक्लिनेशन एंगल बनता है तो ऐसा होने के लिए इस प्रिज्म को थोड़ा और घुमाते हैं यानी कि इस लाइन ac को थोड़ा और घुमाते हैं तो इस लाइन को घुमाने से सारा प्रिज्म भी घूमेगा तो टॉप से देखने पर यह प्रिज्म हमें एक घुमा हुआ ट्रायंगल जैसा दिखाई देगा और जैसा कि हम इस प्रिज्म को HP पर घुमा रहे है और यह HP पर रखा हुआ है तो इसके बॉटम का प्रोजेक्शन XY लाइन पर कोइंसाइड होता है और ये वर्टीकल एजेज aa1 bb1 और cc1 हमें FV में दिखाई देती हैं इसका टॉप सरफेस भी एक लाइन के रूप में हमें दिखाई देता है जैसा कि हम फ्रंट व्यू में देख सकते हैं कि इसका एक फेस BB1C1C सिकुड़ कर एक छोटा सा रेक्टेंगल b b1c1c बनाता है और इसकी एक्सिस को डैस्ड डॉट लाइन से दर्शाया गया है अब केस 4 को लेते हैं जो कि केस 1 का फ्लिप केस है जिसमें दो रेक्टेंगुलर फेसेज VP से बराबर के कोण पर झुके हैं तो इसके फ्रंट व्यू में इसका AA1 एज नहीं दिखेगा जिसे डैस्ड लाइन aa1 से दर्शाया गया है तो इसका टॉप व्यू बाकि केसेज कि तरह एक ट्राइंगल ही होगा जिसकी एक फेस AA1B1A वर्टिकल प्लेन के समानांतर है जिसे लाइन ab या a1b1 से दर्शाया गया है तो इस प्रकार से हम सॉलिड्स के प्रोजेक्शन्स बनाते हैं अगली क्लास में हम प्रोजेक्शन्स ऑफ़ सॉलिड्स के और उदाहरण लेंगे